पिछले व्याख्यान में हमने विद्युतस्थैतिक विभव को परिभाषित किया था और हमने जो देखा वह यह था कि E और dl का अदिश गुणनफल ऋणात्मक V 2 के बराबर था हम 1 से 2 तक के समाकलन को - V 2 plus V 1 लिखते हैं इसका अवकल रूप वह विद्युत क्षेत्र था यह ऋणात्मक विद्युत विभव की प्रवणता के बराबर था आइए देखें कि हम एक इकाई आवेश के लिए विद्युतस्थैतिक विभव को प्राप्त करने के लिए इन समीकरणों का उपयोग कैसे करते हैं आप पहले से ही इस व्यंजक को जानते हैं कि अगर मेरे पास मूल बिन्दु पर एक इकाई आवेश है तो उससे r दूरी पर विभव को 1 over 4 pi epsilon 0 q over r से दिया जाता है आइए हम इन परिभाषाओं का उपयोग करके इसे प्राप्त करते हैं इसलिए यदि मैं एक बिंदु r से E और dl का अदिश गुणनफल का समाकलन लेता हूं हम कहते हैं कि r सदिश से अनंत तक यह minus V at infinity plus V at r के बराबर होगा 12Edl V2V1 Er V Vr14π0qr rEdl VV तो अब मुझे एक चित्र बनाने दीजिए यह मेरा बिंदु आवेश है और मैं एक दूरी सदिश r से अनंत तक जा रहा हूं और मैं इस त्रिज्य रेखा की दिशा में जाऊंगा यदि आप त्रिज्य निर्देशांक के साथ सहज नहीं हैं तो हम कहें कि मैं x अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता हूं मैं अगले कुछ व्याख्यान में निर्देशांक के बारे में बात करूंगा केवल गोलीय और बेलनी निर्देशांक की समीक्षा करने के लिए तो मैं x अक्ष की दिशा में एक बिंदु x से अनंत की ओर बढ़ रहा हूं और फिर अगर मैं एक बार x पर गणना करता हूं क्योंकि सब कुछ गोलीय रूप से सममित है हर जगह समान दूरी पर विभव समान होगा इसलिए मैं x से अनंत तक की दूरी पर अग्रसर E और dx के अदिश गुणनफल के समाकलन की गणना कर रहा हूं और यह minus V infinity plus V at x के रूप में दिया जाएगा यह मैं x से अनंत की ओर अग्रसर के रूप में लिख सकता हूं E 1 over 4 pi epsilon 0 q over x square x unit vector dot dx x unit vector होगा जो x से अनंत तक के बराबर है 1 over 4 pi epsilon 0 q over x square dx और यह जो आप यहाँ देख रहे हैं 1 over 4 pi epsilon 0 q over x है जो कि दूरी r के लिए है मैं q का r से विभाजन के रूप में लिख सकता हूं यह त्रिज्य रूप में आगे बढ़ने से है मैं हमेशा इस त्रिज्या को x अक्ष की दिशा में ले सकता हूं xEdx VVxx14π0qx2xdxxx14π0qx2dx14π0qr तो हम जो सीखते हैं वह यह है कि अनंत पर V प्लस एक बिंदु r पर V 1 over 4 pi epsilon 0 q over r के बराबर है जैसा कि मैंने पहले कहा था यह केवल एक स्थिरांक तक परिभाषित है इसलिए मैं एक संदर्भ बिंदु का चयन करता हूं ताकि हम अनंत पर V को 0 ले सकते हैं यदि मैं अनंत पर V को 0 लेता हूं तो मैं V r को 1 over 4 pi epsilon 0 q over r के रूप में परिभाषित करता हूं और इसका यह मतलब है कि यदि मैं एक आवेश लेता हूं अनंत से बिंदु r पर लाता हूं मुझे इतना कार्य करना पड़ेगा कभी कभी उस समाकलन को करते समय लोग भ्रमित हो जाते हैं तो आइए मुझे बस वही करने दीजिए यदि मेरे पास मूल बिंदु पर एक आवेश q है और मैं अनंत से आवेश ला रहा हूं फिर से मेरे पास अब मैं x जो अनंत के बराबर है से एक बिंदु x जो E और dl के अदिश गुणनफल के बराबर है पर जा रहा हूं जो कि ऋणात्मक चिह्न के साथ x पर V प्लस अनंत पर V के बराबर होगा क्योंकि बिंदु 1 अनंत है मैं अभी भी dl को x की दिशा में dx लूंगा क्योंकि मैं अनंत से x की ओर जा रहा हूं वास्तव में यह सीमाओं से आच्छादित है इसलिए मुझे ऋण का चिह्न नहीं लगाना है dl यहां ऋणात्मक dx x के बराबर है आप अभी भी इसे dx x मानते हैं मैं x पर समाकलन कर रहा हूं और क्योंकि x का समाकलन अनंत से x तक किया जाता है उस गति का पहले से ही ध्यान रखा गया है और यह कुछ भी नहीं है बल्कि फिर से q over 4 pi epsilon 0 dx over x square infinity to x है जो कि ऋणात्मक V x के बराबर है V अनंत को शून्य के बराबर लिया गया है और यह आपको इसके समान ही उत्तर देता है तो यह एक बिंदु आवेश q के कारण विभव है जो उससे r दूरी पर है तो हमने एक बिन्दु आवेश q के कारण उससे दूरी r पर विभव की गणना की है आवेश वितरण के बारे में क्या मान लीजिए कि मुझे एक आवेश वितरण दिया गया है ताकि घनत्व rho r प्राइम हो जैसा कि हमने विद्युत क्षेत्र के मामले में देखा था विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण होता है यह अध्यारोपण के सिद्धांत का अनुसरण करता है इसलिए यदि मैं उस विद्युत क्षेत्र में किए गए कार्य की गणना करता हूं जो कार्य किया गया है वह भी अध्यारोपित किया जा सकता है तो बिंदु r पर विभव यहां पर एक आवेश के कारण होने वाले विभव और पास के आवेश के कारण होने वाले विभव के जोड़ के बराबर होता है पास के आवेश के कारण होने वाला विभव और इसलिए यह 1 over 4 pi epsilon 0 integration rho of r prime over r minus r prime dr prime के रूप में लिखा जा सकता है यह d है मैं इसे ऐसे ही लिखता रहता हूं वास्तव में यह आयतन समाकलन dV प्राइम है और यह सूत्र उस स्थिति के तहत प्राप्त किया जाता है V अनंत पर है हम 0 लेते हैं तो यह फ्री स्पेस में है तो फ्री स्पेस में यदि मेरे पास एक आवेश वितरण है जिसमें यह rho r प्राइम आवेश वितरण है तब r पर विभव इस सूत्र द्वारा दिया जाएगा - V r equals 1 over 4 pi epsilon 0 rho r prime over r minus r prime dV prime ध्यान दें कि यह विद्युत क्षेत्र के लिए संबंधित सूत्र की तुलना में सरल है जहाँ हमारे पास यहाँ एक सदिश था सदिशो को जोड़ना या अवयवों की गणना करना बहुत अधिक केवल एक राशि की गणना करने की तुलना में तीन अवयवों की गणना करना अधिक कठिन है और फिर यदि मैं इसकी प्रवणता लेता हूं तो इससे विद्युत क्षेत्र आ जाएगा इसलिए हम विद्युत क्षेत्र के बजाय विभव के साथ काम करना पसंद करते हैं और ध्यान रखें कि यह सूत्र फ्री स्पेस में है r r dV और इसलिए अब हम फिर से एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जो मैंने पहले लिया था यदि मेरे पास कहिये कि एक धातु का गोला था और मैंने इसे भूसम्पर्कित किया था भूसम्पर्कन से हमारा मतलब है कि हमने विभव को 0 के बराबर बनाया है फिर यदि मैं एक आवेश को सतह के पास कहीं या यहाँ तक कि केंद्र पर भी रखता हूं और मैं V r को q over 4 pi epsilon 0 1 over r के बराबर लिखता हूं यह सही नहीं होगा क्योंकि यह आपको त्रिज्या r जो R के बराबर है पर 0 नहीं देता है आप कह सकते हैं स्लाइड पर समय 0836 पर देखें जिस तरह से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि V r q over 4 pi epsilon 0 1 over r minus 1 over R के बराबर होता है यह ठीक रहेगा Vrq4π0r≠0 at rR Vrq4π0 लेकिन क्या होगा अगर मैं एक अलग ज्यामिति लेता हूं मान लीजिए कि मैं एक डिब्बा लेता हूं इसका मतलब है कि सभी सतहों को 0 के बराबर कर देता हूं अब एक आवेश को भीतर रखें विभव क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन होगा और इसलिए हमें कुछ बनाने की आवश्यकता है विभव की गणना करने के लिए हमें V r के लिए एक अवकल समीकरण बनाने की और सही परिसीमा प्रतिबंधों के साथ इसे हल करने की आवश्यकता है और उसे उत्तर को हल कर देना चाहिए मान लीजिए मैं जानता था कि इसे मुझे उत्तर दे देना चाहिए मान लीजिए कि मैं अवकल समीकरण जानता था फिर मैं इन परिसीमा प्रतिबंधों के साथ अवकल समीकरण को हल करूंगा और वह मुझे उत्तर देगा निश्चित रूप से मुझे यह साबित करना होगा कि यह उत्तर अद्वितीय होगा तो आइए हम देखते हैं कि V के लिए वह अवकल समीकरण क्या है हमारे पास E r ऋणात्मक V की प्रवणता के बराबर है हमारे पास E का अपसरण भी है जो उस बिंदु पर आवेश घनत्व का epsilon 0 से विभाजन के बराबर है हमारे पास E का कुंतल भी है जो 0 के बराबर है लेकिन ये दोनों समीकरण एक ही हैं क्योंकि इससे यह आता है कि हम किसी विभव को परिभाषित कर सकते हैं और प्रवणता का कुंतल 0 के बराबर होता है इसलिए एकमात्र समीकरण जो हमारे पास बचा है वह यह है और अब हम यहां V के लिए सूत्र रखते हैं यह rho r over epsilon 0 के बराबर आता है और वह मुझे ऋण देता है -मैं इस del square को लिखने जा रहा हूं - V rho r over epsilon 0 के बराबर है आइए देखते हैं कि यह राशि del square क्या है तो ऋण के चिन्ह के साथ del और del V का अदिश गुणनफल है वहां पर ऋण का चिन्ह है हम इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं - x d by dx plus y d by dy plus z d by dz है जो x dV by dx plus y dV by dy plus z dV by dz पर कार्य कर रहा है जो कुछ भी नहीं है बल्कि ऋण है अब यह एक अदिश फलन के रूप में सामने आता है V का x के सन्दर्भ में द्वितीय अवकलज क्योंकि x और x का अदिश गुणनफल मुझे 1 देता है x और y का अदिश गुणनफल मुझे 0 देता है तो वहां पर कोई क्रॉस पद नहीं हैं - plus d 2 V by dy square plus d 2 V by dz square यह V के लाप्लासियन के रूप में जाना जाता है तो यह del square पद लाप्लासियन होता है E V E0 Eρ0 or 2Vρ0 V x∂xy∂yz∂zx∂V∂xy∂V∂yz∂V∂z 2Vx22Vy22Vz2 और इसलिए समीकरण V के लिए अवकल समीकरण जो हमें मिलता है वह है कि del V r का वर्ग सामने एक ऋण चिह्न के साथ rho r over epsilon 0 के बराबर है इसे पॉइसन के समीकरण के रूप में जाना जाता है 2Vr ρ0 तो अगर मुझे एक डिब्बा या किसी दूसरे बंद आयतन के भीतर कुछ आवेश घनत्व दिया जाता है कुछ आवेश घनत्व मैं इस समीकरण को परिसीमा प्रतिबंध के साथ हल करता हूं और इससे मुझे V के लिए उत्तर मिलता है दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि मेरे पास उदाहरण के लिए एक स्थिति हो सकती है अगर मैं इस डिब्बे को लेता हूं इस सतह को किसी विभव V पर रखता हूं और मैं अन्य सभी सतहों को 0 विभव पर रखता हूं मेरे पास अभी भी भीतर विद्युत क्षेत्र होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस रेखा से बाहर आएगा भीतर विभव कितना होगा फिर मैं हल करूंगा भीतर कोई आवेश घनत्व नहीं है सही परिसीमा प्रतिबंध के साथ डेल्टा वर्ग V 0 के बराबर है और इसे लाप्लास समीकरण के रूप में जाना जाता है तोविद्युतस्थैतिक विभव या तो पोइसन्स के समीकरण को संतुष्ट करता है यदि वहां पर आवेश घनत्व होता है या लाप्लास के समीकरण को संतुष्ट करता है या आप केवल एक समीकरण लिख सकते हैं यदि rho r 0 के बराबर है यह लाप्लास के समीकरण पर चला जाता है और फिर सही परिसीमा प्रतिबंध को हल करते हैं और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा तो भविष्य में अब कोई भी V r के लिए हल करना चाहेगा क्योंकि यह हल करने के लिए आसान समीकरण है और फिर विद्युत क्षेत्र E r को ऋणात्मक V r की प्रवणता के रूप में प्राप्त करें बेशक हम जानते हैं कि एक बार जब हम V r के लिए उसे हल करते हैं तो दो V r के बीच के अंतर का अर्थ यह है कि वास्तव में उस बिंदु से अगले बिंदु तक एक इकाई आवेश लेने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है